वापस स्वागत है यह लैक्चर नंबर 57 है और आज हम होमोजेनियस लिनीयर इक्वैशनस के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे या पर्टिकुलर फॉर्म से हम कोंपलीमेंटोरी फ़ंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक डिफ़्रेंशियल इक्वैशन एक होमोजेनियस लिनीयर इक्वैशन इक्वैशन के जनरल सोल्यूशन के अलावा और कुछ नहीं है और हम कई सोल्यूशन तकनीकों पर चर्चा करेंगे कि कोंपलीमेंटोरी फ़ंक्शन कैसे खोजें तो इस होमोजेनियस लिनीयर इक्वैशन का सोल्यूशन कोंपलीमेंटोरी फंक्शन को संतुलित करता है तो यहां हम इस तरह के एक डिफ़्रेंशियल इक्वैशन पर विचार करेंगे कॉन्सटंट कोएफीशीयन्ट के साथ nth ऑर्डर लिनीयर होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन इसलिए ये कोएफीशीयन्ट यहां a1 a2 a3 n को भी कोंस्टंट के फॉर्म में लिया गया है dnydxna1dn 1ydxn 1any0 इसलिए हमने पिछले लैक्चर में भी चर्चा की है कि हम इस ऑपरेटर फॉर्म के संदर्भ में इस इक्वैशन को लिख सकते हैं इसलिए Dna1Dn 1a2Dn 2any0 और हमने पिछले लैक्चर में भी देखा है कि हम इन ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन के फॉर्म में हम पोलीनोमिअल्स के साथ करते हैं अतः हम इसमें फ़ैक्टर कर सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं D 1D 2⋯y0 और हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया है कि यह वास्तव में है इस nth ऑर्डर डेरिवेटिव होने के फॉर्म में ही तो वास्तव में यह 0 है हम यहां होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए राइट हेंड साइड 0 लिया जाएगा इसलिए ऑपरेटर D को नंबर के फॉर्म में मानते हुए यह मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के जनरल नियम हैं और यह अवलोकन था आखिरी लेक्चर तो आज हम अब इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के सोल्यूशन को देखेंगे और उदाहरण के लिए अब सादगी के लिए हम इन दो कोएफीशीयन्टस् a 1 और a 2 और राइट हेंड साइड 0 के साथ सेकंड ऑर्डर के डिफ़्रेंशियल इक्वैशन सेकंड ऑर्डर के लिनीयर होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन पर विचार कर रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करें इस लीनियर इक्वेशन का कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन कैसे प्राप्त करें तो पसोल्यूशन े हमें ऑपरेटर फॉर्म में इक्वैशन लिखना होगा तो यहाँ यह d2ydx2a1dydxa2y0 होगा तो हम इस ऑपरेटर इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसलिए D2a1Da2y0 तो नॉन रिपीटेड रूट के मामले में पसोल्यूशन े हम इस ऑक्सिलरी इक्वैशनस की रूटस् पर विचार करेंगे तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे प्राप्त करें यह सिर्फ ऑपरेटर इक्वेशन से है इसलिए इस D के साथ काम करने के बजाय जो ऑपरेटर थे इस एम द्वारा इस D को बदलना बेहतर है और अब हम इस पोलीनोमिअल्स इक्वेशन के साथ यहां काम करते हैं m2a1ma20 इसलिए पसोल्यूशन े मामले में हम नॉन रिपीटेड रूट के लिए यहां विचार करेंगे इसका मतलब है कि इस इक्वैशन के मूल इक्वेशन की रूट यहां बार बार हैं तो इसलिए हम यहाँ a1 और a2 को मानते हैं ये दो रूट हैं या दो नॉन रिपीटेड रूट हैं इसलिए वे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के a1 और a2 के डिस्टिंगक्ट मूल हैं इसलिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर पोलीनोमिअल्स है तो हमें यह दो रूट यहां a1 और a2 मिलेंगी और हम मानते हैं कि ये रूट रिपीटेड नहीं जाती हैं फिर दिए गए होमोजीनीयस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का सोल्यूशन क्या होगा D2a1Da2y0 तो हमारे पास यह इक्वेशन है जिसे हम अभी लिख सकते हैं क्योंकि हम इस इक्वैशन की रूटस् को जानते हैं a1 a2 जिसका अर्थ है कि हम इस ऑपरेटर इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ⟹D α1D 2y0 ⟹D 2D α1y0 तो हम सॉल्यूशन इस पर विचार करते हैं D α1D 2y0 उपरोक्त इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां एक सॉल्यूशन होगा इसलिए यदि आप सेट करते हैं यदि आप इसका सॉल्यूशन यहां y0 करते हैं तो यह दिए गए इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा क्योंकि एक बार जब हम जानते हैं कि यह y यहां दे रहा है y0 तो यदि आप इसे ऑपरेट करते हैं y0 तो हमें 0 मिलेगा तो यहाँ यह विचार है कि हम इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का सोल्यूशन यहाँ देखते हैं y0 और जो भी सोल्यूशन हमें यहाँ मिलता है वह भी इस दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का एक सोल्यूशन होगा तो इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का सोल्यूशन कैसे प्राप्त करें यह आसान है यह एक फर्स्ट ऑर्डर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन है जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यह dydx2y है हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं यह एक बहुत ही अलग यहाँ है तो हम में dy कर सकते हैं यहां y लें और फिर dx इस तरफ जा सकते हैं और फिर उसे इंटिग्रेशन कर सकते हैं ⟹dydx2y⟹ye2x एक ही एक्सर्साइज़ हम अब दोहरा सकते हैं एक बार जब हम यहां उदाहरण के लिए लेते हैं D 2D α1y0 तो फिर क्या होगा इस उपरोक्त इक्वेशन का अब एक सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन y0 का सॉल्यूशन होगा वह विचार जो हमने ऊपर लागू किया है तो अब यहाँ यदि आप इसे y0⟹dydx1y⟹ye1x सॉल्यूशन करते हैं तो हमें यह yc1e1xc2e2x मिलेगा तो हमारे पास इस दिए गए डिफेरेंटियाल इक्वैशन के इस डिफ़्रेंशियल के दिए गए इक्वैशन के अब दो सोल्यूशन हैं हमारे पास दो सोल्यूशन हैं yc1e1xc2e2x और ये दो सॉल्यूशन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं इस लीनियर कॉमबीनेशन की तुलना में एक बार हमारे पास दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं तो हम भी जानते हैं इसलिए c1e1xc2e2x जो इस दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को भी संतुष्ट करेगा और इस मामले में हमारे पास अभी क्या है इस प्रकार जनरल सोल्यूशन हम नीचे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा इक्वैशन सेकंड ऑर्डर लिनीयर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन था हमारे पास दो लिनीयर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हैं और यदि हम इस c1e1xc2e2x को लिखते हैं जो दिए गए सेकंड ऑर्डर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का जनरल सोल्यूशन होगा तो हमने क्या सीखा है यदि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स का पता लगा सकते हैं हम इस इनोवेशन की रूट्स का पता लगा सकते हैं जो 1 और 2 था यहां यह सॉल्यूशन से ही वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है और फिर सॉल्यूशन c1e1xc2e2x होगा लेकिन यह केस तब था जब हमारी दो डिस्टिंगक्ट रूट हैं क्योंकि उस स्थिति में केवल ये दो सोल्यूशन e1x और e2x ये लिनीयर फॉर्म से इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हैं एक बार हमारे पास यह 1 और 2 अलग हैं यदि 1 और 2 समान वैल्यू हैं तो यह एक रीपिटेड रूट है तो हम इस तरह से इन दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का गठन नहीं कर रहे हैं इसलिए जनरल सॉल्यूशन की गणना करने के लिए एक और तरीका होना चाहिए जब हमारे पास 1 और 2 समान नंबर हो या हमारे पास रीपिटेड रूट हों dnydxna1dn 1ydxn 1any0 तो डिस्टिंक्ट रूट्स की ओर वापस लौटते हैं इसलिए जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो हम इसे जनरल भी कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यदि यह 12 3n इस के विशिष्ट रोट्स हैं तो इसे असिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है जो इस इक्वैशन से बिल्कुल आता है जिसे आप ऑपरेटर d को m द्वारा रखते हैं इसलिए यदि आपके पास इन mna1mn 1an0 इक्वेशन हैं तो इस इक्वैशन को हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्योंकि मेरा मतलब है कि ये n लिनीयर फॉर्म से इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन e1xe2xenx ये दिए गए डिफेरेंटियाल इक्वैशन के n भिन्न इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हैं और फिर जब हम सोल्यूशन के लिनीयर संयोजन के फॉर्म में लिखते हैं जिसका अर्थ है yc1e1xc2e2xcnenx तो यह सॉल्यूशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल विलयन यहां दिए गए होमोजीनियस इक्वेशन होंगे तो यह जनरल ीकरण है जब हमारे पास अलग रूट हैं आगे हम रिपीटेड रूट के मामले पर चर्चा करेंगे कि क्या होगा यदि हमारे पास रिपीटेड जड़ है और फिर से हम यहां सेकंड ऑर्डर के डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के मामले पर विचार करेंगे इसलिए सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वैशन D αD αy0 के बारे में हम नीचे लिख सकते हैं तो हम उस डिफरेंशियल पार्ट को यहाँ D α के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि हमने अब यहाँ एक ही मूल माना है और अब हम यहाँ क्या ट्रिक का उपयोग करेंगे इसलिए D αyz D αyz और अब इसे यहाँ z के फॉर्म में लेते हुए यह इक्वेशन दिया गया है इसलिए हमारे पास यह इक्वेशन है जिसे हम नीचे D αz0 पर लिख सकते हैं और यह हम z के लिए पसोल्यूशन े सोल्यूशन कर सकते हैं एक बार जब हम z तो हम y के लिए सोल्यूशन कर सकते हैं तो इस तरह से हम दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का सोल्यूशन y प्राप्त करेंगे तो यहाँ zc1eαx है जो इस पसोल्यूशन े ऑर्डर के डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का सोल्यूशन होगा जो कॉन्सटंट समय c 1 अल्फा x है अब यहाँ इक्वैशन को सोल्यूशन करना D αyz इसलिए D αyz zc1eαx तो अब हमें इस इक्वैशन को सोल्यूशन करने की आवश्यकता है क्योंकि आखिरकार हम यह y प्राप्त करना चाहते हैं यह लिनीयर इक्वैशन है इसलिए यहां हमारे पास y का डिफ़्रेंशियल है इसलिए यह D αyc1eαx एक dydx αyc1eαx तो यह y में लीनियर इक्वेशन है और इंटिग्रेशन कारक जो हमें यहां मिलता है वह e αx है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां होगा क्योंकि यह एक लीनियर इक्वेशन है हमने अंतिम लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं इसलिए ye αx∫c1eαxe αxdxc2 yc1xc2eαx इसका जनरलाइजेशन हम तब भी कर सकते हैं जब मान लें कि हमारे पास यह α है जैसा कि रिपीटेड गया r बार देखें α जड़ को r बार रिपीटेड जाता है जब हमारे पास जनरल एंड nth ऑर्डर इक्वेशन होते हैं इसलिए हमें n रूट मिलेंगी इसलिए उनमें से कुछ को रिपीटेड जा सकता है तो यहाँ हम जानते हैं कि हमारे पास यह अल्फा रूट r बार रिपीटेड गया है इसलिए यदि α जड़ को r बार रिपीटेड जाता है तो हम इस फॉर्म में सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे yc1xr 1c2xr 2creαx इमेजनरी रूट्स का केस इसलिए हमने सॉल्यूशन से ही रियल रूट्स को रियल फॉर्म से और साथ ही रियल रिपीटेड पर चर्चा की है तो इमेजनरी रूट के मामले में हमारे पास एक ही विचार है इसलिए हम मानते हैं कि αiβ और यह α iβ है रूट यहां दिए गए ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट हैं तो या दो कन्ज्यूगेट रूट और फिर इसका सॉल्यूशन इस मामले से ठीक 1 के बाद किया जाता है जब हमने डिस्टिंक्ट रूट पर चर्चा की थी और यहां ये रूट डिस्टिंक्ट हैं वे समान रूट नहीं हैं तो हमने उस फॉर्म में हमारे सोल्यूशन को ठीक ही लिखा है yc1eαiβxc2eα iβx yc1eαxeiβxc2eαxe iβx ⟹yeαxc1eiβxc2e iβx yeαxc1cos βxisin βx c2cos βx isin βx yeαxc1c2cos βx isin βx yeαxc1cos βxc2sin βx आगे हम अब इस एक के जनरलाइजेशन पर विचार करेंगे कि जब हमारे पास एक α iβ और α iβ इमेजनरी रूट हों और वे r r बार दोहराए जाएं तो उस स्थिति में सॉल्यूशन क्या होगा इसलिए इन कॉनज़्यूगेट को अब r बार रिपीटेड जाता है इसलिए फिर से वही विचार जैसे हमने रियल रूट्स के लिए आगे चर्चा की है जो अब लागू होगी तो eαx जो कि यहां जनरल शब्द होगा केवल उस कॉन्सटंट टर्म के साथ अब पोलीनोमिअल्स में मिल जाएगा yeαxp1p2xprxr 1cos βx q1q2xqrxr 1sin βx और इन सभी p और q की वे अब अर्बिटरी कोंस्टंट हैं तो फिर से इस रिपीटेड रूट या इमेजनरी रूट्स के विचार का वे वास्तव में पालन करते हैं जो हमने रियल नंबर के मामले में डिस्टिंक्ट रूट्स और रिपीटेड रूट के लिए प्राप्त किया है इसलिए कोंपलीमेंटोरी फंक्शन या गर्मी अब सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए इसलिए हमारे पास इक्वैशन है जो उन्होंने डिफ़्रेंशियल इक्वैशन fDy0दिया है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि यह fm0 हम सिर्फ इस D को m से बदल देंगे और हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा और यह ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट 12n द्वारा दी जाएगी केस I जब रूट रियल और नॉन रीपिटेड जाती हैं तो यह केस I है तो हमारे पास yc1e1xc2e2xcnenx है यही वह स्थिति थी जब रूट रियल होती हैं और वे नॉन रिपीटेड जाती हैं क्योंकि प्रत्येक टर्म यहाँ c1e1xc2e2xcnenx वे दिए गए होमोजीनीयस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के लिनीयर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हैं और उनका लिनीयर संयोजन इसका जनरल सोल्यूशन देगा दिया गया डिफ़्रेंशियल इक्वैशन सेकंड हमने माना है कि रूट रियल और नॉन रिपीटेड गई हैं यह 12α34n तो इस मामले में क्या सोल्यूशन होगा अब जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म को ले जाएगा रिपीटेड रूट के लिए आपके पास यह लिनीयर पोलीनोमीअलस् होगा इसलिए जब जड़ को 2 बार रिपीटेड जाता है तो हम इस लिनीयर शब्द को यहां कोंस्टंट के साथ प्राप्त करेंगे इसलिए yc1c2xeαxc3e3xcnenx तो यह दिए गए होमोजेनियस डिफेरेंटियाल इक्वैशन का जनरल सोल्यूशन होगा केस III जब रूट कॉम्प्लेक्स और नॉन रिपीटेड जाती हैं तो यह α±iβ34n कहता है तो ये सॉल्यूशन दो रूट αiβ और α iβ कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो इस मामले में दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के कोंपलीमेंटोरी फंक्शन क्या होगा yeαxc1cos βx c2sin βx c3e3xcnenx केस IV जब रूट कॉम्प्लेक्स होती हैं और वे रिपीटेड है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि रूट α±iβα±iβ56n हैं yeαxc1c2xcos βx c3c4xsin βx c5e5xcnenx तो यह संपूर्ण सारांश है इसलिए हमारे पास रियल नॉन रिपीटेड रूट है जो कि यहां केस रियल है लेकिन रिपीटेड गया है तो हमारे पास कोंस्टंट के साथ यह पोलीनोमिअल्स शब्द होगा और जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट होती हैं तो हमारे पास बिल्कुल c1cos βx c2sin βx शब्द और जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स और बार बार रूट होती हैं तो हमारे पास यह e पावर अल्फा x होती है और फिर c1c2x c3c4x के फॉर्म में होगी जैसा कि हमने रियल के लिए बार बार रूट्स के मामले में किया है वैसा ही शब्द होगा तो चलिए जल्दी से एक दो उदाहरणों के माध्यम से चलते हैं इसलिए सॉल्यूशन उदाहरण यहाँ हम इस सेकंड ऑर्डर डिफेरेंटियाल इक्वेशन का सॉल्यूशन खोजना चाहते हैं d2ydx2 5dydx6y0 तो यह होमोजेनियस लिनीयर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन या ऑर्डर टू का इक्वैशन है तो इक्वेशन के फॉर्म में हमें इस इक्वैशन को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखने की क्या आवश्यकता है तो हमारे पास यह D2 5D6y0 है इसलिए एक बार जब हमारे पास इक्वेशन का ऑपरेट फॉर्म ऑपरेट होता है तो हम आसानी से पर्टिकुलर इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन सिर्फ इतना होगा कि हम इस D को m से बदल सकते हैं तो हमारे यहाँ m2 5m60 यहाँ है और हम इस इक्वैशन को सॉल्यूशन करना चाहते हैं इस मामले में यह एक सरल है तो हमारे यहाँ m2 5m6 तो हमें यहाँ सॉल्यूशन मिला है m23 तो यह 2 और 3 के फॉर्म में इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट सोल्यूशन है इसलिए हमारे पास अलग रूट हैं और अलग जड़ के मामले में जनरल सॉल्यूशन c1e2x और c2e3x है जो जनरल होगा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इक्वेशन में इसे प्रतिस्थापित करके स्थापित कर सकता है यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है या नहीं yc1e2xc2e3x तो उदाहरण 2 हम इस फोर्थ ऑर्डर लिनीयर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन को लेंगे d4ydx4 2d3ydx35d2ydx2 8dydx4y0 तो इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के अनुसार फिर से हम एक ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यह D4 2D35D2 8D4y0 है और फिर यह ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इस D को फिर से m से बदल सकते हैं इसलिए यह चौथा ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो कि सॉल्यूशन करना मुश्किल हो सकता है तो एक बार जब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं तो रूट 112i 2i कॉम्प्लेक्स संयुग्म के फॉर्म में आ रही हैं तो हमें कोंपलीमेंटोरी फ़ंक्शन या दिए गए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के जनरल सोल्यूशन को लिखने की आवश्यकता है इसलिए सोल्यूशन यह रिपीटेड रूट केस इसलिए याद रखें कि जब हमारे पास रियल रिपीटेड रूट होती हैं तो हम प्राप्त करेंगे yc1c2xexc3cos 2x c4sin 2x तो जनरल सोल्यूशन होगा c1c2x और यह घातीय x क्योंकि इस रिपीटेड रूट की वजह से इन रिपीटेड रूट के कारण हम इन दो शब्दों को प्राप्त कर रहे हैं इसलिए हमारे पास इस मामले में अब सोल्यूशन है जब इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का इक्वैशन था और जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास चार कोंस्टंट होंगे इसलिए इस निष्कर्ष पर आकर कि हमने इस प्रकार fDy0 के होमोजेनियस लिनीयर डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के सोल्यूशन पर चर्चा की है यह सिर्फ ऑपरेटर डिफ़्रेंशियल ऑपरेटर के लिए है जिसे हमने इस fD और कोंपलीमेंटोरी फंक्शन द्वारा निरूपित किया है हम इस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में कहते हैं जिसे हम कोंपलीमेंटोरी फ़ंक्शन कहते हैं इसलिए महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि सोल्यूशन हम ऑक्सिलरी इक्वैशन को लिखते हैं और पाते हैं कि यह जड़ है और ऑक्सिलरी इक्वैशन की रूटस् की प्रकृति यह रियल विशिष्ट रियल रिपीटेड जा सकती है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स रिपीटेड गई रूट हो सकती हैं और यहां एक महत्वपूर्ण है सोल्यूशन लिखने के लिए और प्रत्येक मामले में अब हम जानते हैं कि दिए गए होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का सोल्यूशन कैसे लिखना है इसलिए अगले लैक्चर में हम अब सीखेंगे कि दिए गए नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे खोजा जाए और जब हम उस दो को जोड़ते हैं तो हम मूल फॉर्म से दिए गए नॉन होमोजेनियस डिफ़्रेंशियल इक्वैशन का जनरल सोल्यूशन प्राप्त करेंगे तो यहाँ लेक्चर तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संदर्भ हैं और ध्यान देने के लिए धन्यवाद